तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हम एक पीएलसी के प्रेडेसर को देखते हैं वास्तव में जैसा कि हमने कहा है कि पीएलसीपीएलसी का आविष्कार करने से पहले या माइक्रोप्रोसेसरों से बनाए जाने से पहले इस तरह के अनुक्रम नियंत्रण समस्याओं को आमतौर पर कंट्रोल पैनल का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता था पैनल जो आमतौर पर नियोजित होते हैं आप जानते हैं रिलेकॉन्टैक्टर विभिन्न प्रकार के स्विच लैंप विभिन्न प्रकार के आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइमर जैसी वस्तुएं इसलिए वे वास्तव में फिजिकल डिवाइसेज थे जो हार्डवायर्ड थे इसलिए उन्हें आम तौर पर व्यवस्थित किया जाता है आप जानते हैं मेंटेनेंस में आसानी और एक इंस्टॉलेशन आदिवे आमतौर पर मॉड्यूलर रूप से व्यवस्थित किए गए थे तो विशिष्ट व्यवस्था यह होगी कि एक पॉजिटिव वोल्टेज बस बार होगा और एक नेगेटिव वोल्टेज बस बार होगा और आप एक विशेष लॉजिक को लागू करेंगे जबकि आप मूल रूप से एक नेटवर्क लागू करेंगे जो एक सीरीज या पैरेलल नेटवर्क है विभिन्न प्रकार के स्वीट्चेस सीरीज या पैरेलल तोइन स्विचों की केवल कुछ विशिष्ट स्थितियों के तहत यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कनेक्शन होगा अन्यथा अन्य शर्तों के तहत ये दो छोर जुड़े नहीं होंगे इसलिए जब वे कनेक्ट नहीं होते हैं तो वोल्टेज यहां दिखाई नहीं देगा और इसलिए करंट प्रवाहित नहीं होगा और इसलिएजो भी यह आउटपुट है इसे कभी कभी आउटपुट कॉइल कहा जाता है क्योंकि वे आमतौर पर सोलनॉइड या मोटर स्टार्टर कॉइल जैसे फिजिकल डिवाइस थे इसलिए उन्हें आमतौर पर कहा जाता है इसलिए उन्हें कभी कभी आउटपुट कॉइल कहा जाता है यह एक विरासत है कि उन्हें अभी भी कभी कभी आउटपुट कॉइल कहा जाता है तो फिर करंट वास्तव में इस के माध्यम से प्रवाह होगा इसलिए यह इस स्विच नेटवर्क द्वारा है आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं आपने स्थितियों को नियंत्रित किया है जिसके तहत यह आउटपुट एक्साइट होने वाला है तो यह उसी तरह है जब चीजें बनाई गई थीं और जब शुरू में पीएलसी बनाएं गए थे तो आप हमेशा एक नया उपकरण बना सकते हैं लेकिन ट्रेनिंग और उन लोगों की मानसिकता को बदलना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है जो उनका उपयोग करते हैं तो बसआप जानते हैंअभ्यास करने वाले इंजीनियरों की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड का सम्मान करते हुए पीएलसी प्रोग्राम पीएलसी कुछ और नहीं बल्कि माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली हैं इसलिए यदि आप देखते हैं अनिवार्य रूप से पीएलसी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं हैं हालाँकि बस इतना है कि लोग उन्हें लिख सकते हैं और लोग उन्हें गलतियाँ किए बिना बेहतर व्याख्या कर सकते हैं इसलिएएक प्रकार की ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी और इसका उपयोग किया गया था ताकि इंजीनियर रिले के संदर्भ में सोच सकें और फिर कुछ टूल का उपयोग करके इस तरह के चित्र ऐसे रिले कनेक्शन चित्रों को एक असेंबली लैंग्वेज में बदल दिया जा सके इसीलिए प्रोग्रामर का उपयोग करना पड़ता है ऐसी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बदलने के लिए जो रिले लैडर लॉजिक फिजिकल रिले लैडर लॉजिक से मिलती जुलती है और वे वास्तव में जिस तरह से आप जानते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में संकलित हैं और वे पीएलसी पर रन कर सकते हैं इसलिए जिस तरह के पीएलसी प्रोग्राम देखेंगेवे भी रिले लैडर की तरह आयोजित किए जाएंगे जबकि यहां कोई वास्तविक रिले नहीं है तोहम इन पावर रेलों को आकर्षित करेंगे जो वर्चुअल हैं क्योंकि यह पूरी तरह से एक एब्स्ट्रेक्शन है और इनमें से प्रत्येक प्रोग्राम स्टेटमेंट को एक प्रकार का रंग कहा जाएगा तो वास्तव में इन रिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम कुछ नहीं बल्कि दो रेलों के बीच होने वाली एक सीरीज रंग है जो वर्चुअल हैं तोरंग का बायां हिस्सा विभिन्न लैडर लॉजिक एलिमेंट्स का एक नेटवर्क है जैसे विभिन्न प्रकार के कॉन्टैक्टटाइमर आदि और उसके बाद आउटपुट कोइल जो दिखाता है कि किस स्थिति में आउटपुट एक्साइट होने वाला है तो यह तरीका है कि हम उन्हें ड्रा आकर्षित करने जा रहे हैं इसलिए अब हमें समझना होगा तो आप देखते हैं कि पीएलसी प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूटनिष्पादित किया जाएगा इसलिए एक के बाद एक ऊपर से शुरू होकरइनपुट्स पढ़ने के बाद प्रोग्राम एक्जीक्यूशन केवल रग लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है और आउटपुट वॉल्यू का मूल्यांकन ऊपर से उसके बाद दूसरा इतना विशिष्ट प्रोग्राम फ्लो है कि ऊपर से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं अब आपके पास कई लॉजिक्स हैं और वे सभी एक इनपुट रीड और आउटपुट राइट आउटपुट रीड के बीच निष्पादित एग्जीक्यूट होते हैं इसलिए यह आपको दिखाई दे सकता है यह कि आप इन लॉजिक्स को एक के बाद एक किस क्रम में रखने जा रहे हैं वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यह उदाहरण के लिए कल्पना करते है कि आप हैं आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है आप यदि कोई बहुत कांपलेक्स लॉजिक हैतो आप कभी कभी उस लॉजिक को कई हिस्सों में विभाजित हैं तो क्या होता है आप लॉजिक के कुछ छोटे हिस्से का मूल्यांकन करते हैं आप कुछ मूल्य की कंप्यूटगणना करते हैं फिर आप उस मूल्य का उपयोग करते हैं और आप इसे दूसरी एक्सप्रेशन में डालते हैं और फिर कुछ और को इवेलुएट करते हैं इसलिए ऐसा हो सकता है अंत में हम अंतिम आउटपुट अंतिम आउटपुट की गणना कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट D के आधार पर की जा सकती है जिसे कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट C के संदर्भ में गणना की जा सकती है जिसे B के कार्यकाल में गणना की जा सकती है जिसे A के संदर्भ में गणना की जा सकती है और अंत में इनपुट की गणना की जा सकती है अंत में A की गणना इनपुट के संदर्भ में की जा सकती है तो आपके पास अनिवार्य रूप से आपने इन पांच अलग अलग चरणों में तर्क को विभाजित किया है यदि आप इसे इस तरह लिखते हैं जैसा कि हमने दिखाया है तो क्या होगा पहलेमान लीजिए इनपुट पढ़ा जाता है जो कि आउटपुट में बदलाव कारण माना जाता है अब ध्यान दें कि ये हैंवास्तव में DCBA इन चार आंतरिक वेरिएबल ही नहीं बल्कि मेमोरी वेरिएबल हैं इसलिए जब आप आउटपुट का मूल्यांकन इवेलुएट करेंगे तो आप D के पुराने मूल्य का उपयोग करेंगे जो पुराने इनपुट का उपयोग करके गणना की गई थी इसलिए इस चक्र में आउटपुट नहीं बदलेगा हालांकि इसी तरह C नहीं बदलेगा और बी भी नहीं बदलेगा अपडेट किया जाएगा क्योंकि हम हैं हम C के पुराने मान का उपयोग करेंगे इसी तरह C को अपडेट नहीं किया जाएगा इसी तरह B को अपडेट नहीं किया जाएगा हालांकि A को अपडेट किया जाएगा क्योंकि अब आपको इनपुट का नया मान मिल गया है अगले साइकिल में यह बदले हुए A के वॉल्यू के कारण B में बदलाव होगा जबकि C और D मैं कोई बदलाव नहीं होगा तो इस तरह से सिर्फ इसलिए कि हमने इन प्रोग्राम को इस अंदाज में आयोजित किया हैहमें एक इनपुट रीड और एक आउटपुट परिवर्तन के बीच पांच स्कैन साइकिल डिले से मिलेंगेजो पूरी तरह से अनावश्यक है क्योंकि अगर हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से व्यवस्थित करते तो क्या होता मान लीजिए कि हम केवल ऑर्डर को उल्टा करते हैं तो पहले चक्र में इनपुट A बदल जाएगा इसलिए A को पहले साइकिल में बदलाव मिलेगा अब जब हम दूसरे का मूल्यांकन करते हैं तो हम A का नया मूल्य मेमोरी से ले रहे हैं और मेमोरी से अपडेट हो चुकी है तो और इसी तरह जब B अपडेट किया गया है तो C अपडेट किया जाएगा जब C अपडेट किया गया डी अपडेट किया जाएगा तब D अपडेट किया जाएगा और इसलिए पहले चक्र में ही आउटपुट अपडेट होने वाला है तो यह याद रखने के लिए कुछ है कि प्रोग्राम फ्लो को लॉजिक के वास्तविक फ्लो का प्रतिनिधित्व करना चाहिए यही कारण है कि दूसरे जब कोई वास्तविक लैडर प्रोग्राम को विकसित कर रहा है तो अब हम हमें कुछ तत्वों को देखते हैं जो एक रिले लैडर प्रोग्राम में होते हैं तो एक रिले लैडर के सरल तत्वविभिन्न प्रकार के तत्व हैं आज हम तीन प्रकार के तत्वों को देखेंगे अर्थात् हम उस तरह से देखते हैं जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैंकि अंत में एक आउटपुट कॉइल है और हमने यह भी देखा है कि यह दो रेल की तरह है फिर कुछ लॉजिक और फिर अंत में एक आउटपुट कॉइल हैतो यह लॉजिक है अब आज हम अध्ययन करेंगे जहां लॉजिक्स सिर्फ कुछ इनपुट और आउटपुट कॉन्टैक्ट्स से बने हैं वास्तव में वे कई चीजों से बने हो सकते हैं वास्तव में यह इनपुट और आउटपुट कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें आप जानते हैं जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन किया है वे कांबिनेशनल सर्किट की तरह होते हैं जबकि हम इस लॉजिक के भीतर अन्य तत्वों एलिमेंट्स को भी डाल सकते हैं इस लॉजिक को सीक्वेंशियल लॉजिक बनाने के लिए और टाइमर और काउंटरताकि हम अगले पाठ में आज हम ऐसे सर्किट देखने जा रहे हैं जो केवल विभिन्न प्रकार के स्विच से बने होते हैं इसलिए मूल रूप से कांबिनेशनल लॉजिक है इसलिए इससे पहले कि हम इसे बदल दें हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि अब स्विच दो प्रकार के हैं उनमें से कुछ को इनपुट कांटेक्ट कहा जाता है इसलिए वे इन कांटेक्ट के अनुरूप फिजिकल हैं आप जानते हैं कि वे वास्तविक फिजिकल इनपुट के सार हैं जैसे कुछ फोटो डिटेक्टर ने एक भाग का पता लगाया है इसलिए यह 0 से बदल गया है यह एक में चला गया है ताकि एक में से इसलिए एक इनपुट कांटेक्ट फिजिकल फोटो डिटेक्टर डिवाइस के अनुरूप होगा इसी तरह वहां एक लिमिट स्विच हो सकता है या वहां एक प्रेशर स्विच हो सकता है या वहां एक पुश बटन हो सकता है जो फिजिकली पुश करता है या तो फिर ऑपरेटर पुश करता होगा तो इस तरह के कांटेक्ट को इनपुट कांटेक्ट कहां जाता है जो बाहरी रूप से मशीन द्वारा उपयोग किए जाते हैं इसका मतलब है कि बाहरी से पीएलसी औरकि इन कांटेक्ट के अनुरूप हैं वे वास्तविक रूप से फिजिकल डिवाइस हैं दूसरी ओर कभी कभी हम कुछ मेमोरी वेरिएबल का उपयोग कांटेक्ट के रूप में करेंगे उदाहरण के लिए जैसा कि हमने कहा है कि हम आउटपुट कॉइल के कुछ मूल्य का उपयोग कर सकते हैं मान लें कि ith रुंग का आउटपुट कॉइल वॉल्यू है हम इसमें उपयोग कर सकते हैं Jth रुंग इसलिए हम इसका उपयोग कैसे करने जा रहे हैं इसलिए हम आउटपुट कॉइल के लिए इसी मूल्य का उपयोग करने के लिए हम एक कॉन्टेक्ट बनाएंगे ऐसे कॉन्टैक्ट्स को ऑग्ज़ीलिरी कॉन्टैक्ट्स कहा जाता है तो वे हैंउनके पास है कोई भौतिक अस्तित्व नहीं वे बस मेमोरी हैं ठीक है और उनका उपयोग वास्तव में लॉजिक इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है जब आउटपुट कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये ऑग्ज़ीलियरी कांटेक्ट आउटपुट कॉइल के अनुरूप होते हैं और अंत में एक आउटपुट कॉइल भी वास्तविक में बाहरी दुनिया में एक फिजिकल आउटपुट से मेल खाती है तो अब ये तीन तत्व हैं जिनके साथ हम पहली बार नियंत्रण करेंगे अपने सरलतम पीएलसी प्रोग्राम का निर्माण करेंगे वहाँ हम दो प्रकार के कांटेक्ट का उपयोग करेंगे पहले प्रकार के कांटेक्ट को नो कांटेक्ट कहा जाता है वे NO कांटेक्ट हैं NO का अर्थ है सामान्य रूप से खुला हुआ नॉर्मल ओपनइसलिए इसका मतलब है कि जब कांटेक्ट एनर्जाइज नहीं होते हैं या वे अंदर होते हैं तो आप जानते हैं वे अनएक्साइटिड या डी एनर्जाइज स्टेट है तो यह कांटेक्ट खुला होना चाहिए क्योंकि हम हमेशा पीएलसी लॉजिक की व्याख्या करते हैं जैसे कि कुछ स्विच खुलने जा रहे हैं इसलिए हम हैं हम हमेशा आरएलएल प्रोग्राम पर क्लोज पाथ की तलाश कर रहे हैं इसलिए संपर्क कब होगा जब उदाहरण के लिए जब एक पुश बटन दबाया नहीं जाता है अगर इसे NO कॉन्टैक्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो जब इसे दबाया नहीं जाता है तो RLL लैडर लॉजिक में वह कॉन्टैक्ट खुला रहने वाला है इसलिए हमें इसकी व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए इसी तरह हम भी कर सकते हैं एनसी जिसे एनसी कॉन्टैक्ट के रूप में जाना जाता है जोकि नॉर्मल क्लोज है इसलिए एक ही पुश बटन यदि इसे एक एनसीकॉन्टैक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो यदि पुश बटन दबाया नहीं जाता है तो यह उत्साहित नहीं है कि कॉन्टैक्ट बंद क्लोज रहेगा इसलिए हमें इसे पीएलसी लॉजिक में इस तरह से व्याख्या करना चाहिए जब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉजिटिव रेल से आउटपुट कॉइल पॉजिटिव एंड तक एक निरंतर पथ है इसलिए यह एनर्गीसेड होने पर खुला है और डीएनर्जाइजइड होने पर क्लोज होता है अब हम एक बहुत ही सरल उदाहरण को देखेंगे यह एक उदाहरण है जो एक उदाहरण का एक सरल संस्करण है जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है आइए हम मोटर कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैंइसलिए कल्पना करें कि हमारे पास एक मोटर हैवहां पर दो पुश बटन हैं अगरएक कहता है कि आगे बढ़ें तो मोटर एक तरह से घूमेगा यह एक मोटर की मूवमेंट हो सकती है यह आगे की दिशा में एक प्लंजर की मूवमेंट हो सकती है इसी तरह एक और पुश बटन है जो कहता है कि रिवर्स दिशा में जाएं इसलिए यह कैसे प्राप्त किया जाता हैयदि वर्तमान में करंट फ्लो होता है तो शायद वहां कुछ सोलनॉइड है इसलिए यदि यह पॉजिटिव हैयह नेगेटिव करंट फ्लो इस तरह होगा और फिर गति मोशनएक दिशा में होगी दूसरी तरफ यदि यह पॉजिटिव बनाई जाती है और यह नेगेटिव है तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा और फिर शायद मोशन दूसरी दिशा में ले जाएगी यही तरीके से किया जाता हैइसलिए कुछ समय आपको पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉइंटसे जोड़ना होगा और कभी कभी आपको पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉइंट से जोड़ना होगा अब संभवतः खतरनाक स्थिति मौजूद है यही है अगर संयोग से दो अलग अलग स्विच हैं यदि उन्हें एक साथ दबाया जाता है तो क्या होने वाला हैपॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे इससे दुर्घटना हो सकती है इसलिए हम एक लॉजिक रखना चाहते हैंहम कुछ बटन को सीधे फीड ना करते हुए पीएलसी के माध्यम से करना चाहेंगे ताकि हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर उन्हें एक साथ दबाया जाता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है तो आप देखते हैं कि ये दोनों पुश बटन प्रत्येक पुश बटन के अनुरूप हैं हमारे पास दो कांटेक्ट हैं इसलिए पहले पुश बटन जिसे हम IN001 कहते हैं हमारे पास दो हैंहाँ ठीक है अब आप देखते हैं क्षमा करें यह IN001 वास्तव में एक मास्टर कंट्रोल स्विच है इसलिए कुछ भी नहीं होगा देखें मोटर या तो इस तरफ या उस तरफ नहीं घुमाएगा जब तक कि यह स्विच न हो यदि यह स्विच दबाया जाता हैयह एक आपातकालीन स्टॉप की तरह है आप जानते हैं कि इस मॉडल में तीन मोड हैं इसलिए इसमें एक मोड फॉरवर्ड है इसमें एक मोड रिवर्स है और यह एक मोड स्टॉप है इसलिए यह है वास्तव में एक स्टॉप स्विच है तो आप देखते हैं कि और ये दो आउटपुट कॉइल हैं जिन्हें आप पॉजिटिव सप्लाई को पॉजिटिव और नेगेटिव में बदलने की व्यवस्था का प्रतीक कह सकते हैं इसलिए जब यह एक हो जाता है जब OP001 1 हो जाता है तब मोटर को एक तरह से सप्लाई मिल जाती है और जब OP002 1 हो जाता है तो मोटर को दूसरे तरीके से सप्लाई मिलती है और जब दोनों 0 होते हैं तो उसे कोई सप्लाई नहीं मिलती है इसलिए यह खड़ी होती है तो हम देखते हैं पहली बात हम देखते हैं कि ये सामान्य रूप से क्लोज स्विच हैं और जब IN001 उत्तेजित होता है या स्टॉप स्विच दबाया जाता है तो ये ओपन हो जाएंगे क्योंकि ये सामान्य रूप से क्लोज होते हैं इसलिए जाहिर है कि इस पॉजिटिव रेल का कोई सवाल ही नहीं है वे कंटूर आउटपुट कॉइल के लिए एक निरंतर रास्ता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए दोनों क्लोज हो जाएंगे ठीक है इसलिए हमने उस स्थिति को संतुष्ट किया है यही है कि स्टॉप स्विच दबाया जाता है और यह एक हो जाएगा अगला मान लीजिए कि स्टॉप स्विच दबाया नहीं गया है इसलिए यह क्लोज है अब अगर हम मान लें कि यह पुश बटन है यह हमें फॉरवर्ड कहते हैं इसलिए यदि इसे दबाया जाता है तो अब आप शुरू में देखें कि दोनों ऑफ हैं इसलिए यह है और यह ऑन भी है इसलिए जब इसे दबाया जाता है यह ऑन जाएगाऔर आउटपुट कॉइल के लिए एक सतत मार्ग होगा तो यह फॉरवर्ड कोइल है और मोटर आगे बढ़ने लगेगी अब ध्यान दें कि यह एक ऑक्सिलरी कांटेक्ट है इसलिए इस पल सप्लाई हो जाती है या यह 1 हो जाता है यह उत्साहित होने वाला है इसलिए इसे क्लोज कर दिया जाएगा अब भले ही आप इस स्विच को हटा दें यह एक पुश बटन है इसलिए आपको इसे प्रेस करना होगा और फिर आप इसे रिलीज कर सकते हैं आप इसे दबाए नहीं रख सकते हैं इसलिए आप इसे एक बार दबाते हैं और तुरंत इसे छोड़ देते हैं मोटर चलती रहेगी यही वह व्यवस्था है जो हमें बनानी है और यह पैरेलल पाथ से बनी है तो इसके बाद यह वन हो जाता है भले ही यह फिर से खुला हो जाता है फिर भी एक पैरेलल पाथ है तो यह फॉरवर्ड कोइल सप्लाई प्राप्त करना जारी रखता है और मोटर घूमता रहता है अब इस स्थिति में जहां जबकि फॉरवर्ड कॉइल ऑन है मान लीजिए कि कोई बैकवर्ड कॉइल या रिवर्स कॉइल को दबाता है तो क्या होने वाला है ताकि यह ऑन हो जाए लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ नहीं होगा इस कॉइल को वास्तव में इस जगह से सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक और सहायक ऑग्ज़ीलियरी कॉन्टैक्ट है इसलिए जब भी यह ऑन होता हैयह उत्तेजित हो जाता है और यह ओपन हो जाता हैइसलिए यह ओपन होगा जिसका अर्थ है कि भले ही यह पहले से ही ओपन हो क्योंकि यह ऑफ है इसलिए भले ही यह ऑन हो जाए नहीं है निरंतर पथ यहाँ स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यह ओपन है इसलिए ऐसा होने पर इसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता है यदि आपको इसे उत्तेजित करना है तो आपको सबसे पहले स्टॉप स्विच को दबाना होगा जिसके द्वारा दोनों ऑफ हो जाएंगे इस बार आप इसे दबा सकते हैं फिर यह ऑन हो जाएगा और इसी तरह जब यह ऑन है आप प्रेस नहीं कर सकते आप इसे एक उत्तेजित नहीं कर सकते हैंइसलिए यह एक स्टैंडर्ड फॉरवर्ड रिवर्स इंटरलॉक है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप एक साथ मोटर को दोनों तरीकों से मूवमेंट करने की ऑर्डर नहीं दे सकता है अंत में आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं तो एलिमेंट्सतत्व क्या हैं इसलिए उदाहरण के तत्व IN001 जो कि स्टॉप पुश बटन है IN002 जो कि एक फॉरवर्ड रन पुश बटन है IN003 जो रिवर्स रन पुश बटन है और आउटपुट कॉइल फॉरवर्ड स्टार्टर और रिवर्स स्टार्टर हैं और ऑग्ज़ीलियरीसहायक कांटेक्ट NC और NO है इसलिए एक NC है और एक NO है मुझे खेद हैवैसे भी जो हमने अध्ययन किया है तो अब हम दूसरे उदाहरण को देखें यह हमारा पुराना है आप डाई प्रेस जानते हैं और हम इसके बिहेवियर को जानते हैं हमने इसे पहले के पाठ में देखा है तो अब हमें इसके लिए एक कंट्रोलर डिजाइन करना होगा इसके लिए एक नियंत्रण लॉजिक ऐसा है कि जब भी डाई होती है जब भी कुछ स्विच मास्टर नियंत्रण स्विच दबाया जाता है तो यह चक्रसाइकिल पर जाता रहता है ठीक है तो हम इसका सबसे सरल संस्करण देखेंगे तो डाउन लैंप जो हो सकता है पार्किंग की स्थिति या शटडाउन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यह शटडाउन कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आएगा हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शटडाउन कॉन्फ़िगरेशन से अगर यह शुरू होता है तो मेरा मतलब है कि यह कैसे शुरू होता है इसलिए क्योंकि डाउन लैम्प बनाया जाएगा इसलिए यह बन जाएगा इसी क्षण और शुरू में अब शुरू में हाँ डाउन लैंप है तो क्या होगा इसलिए यह डाउन है और क्योंकि डाउन सॉलोनॉइड ऑफ है इसलिए हमारे पास इसे NO कॉन्टैक्ट के रूप में होना चाहिए इसलिए फिर यह ऑन हो जाएगा यह बन जाएगाठीक हैयह एक NC कांटेक्ट हैयह डाउन सोलेनाइड ऑफ है तो इसलिए इसे क्लोज कर दिया जाता है इसलिए जब डाउन लैंप क्लोज हो जाता है तो तुरंत अप सोलनॉइड को सप्लाई मिल जाएगी इसलिए जब अप सोलनॉइड को सप्लाई मिलती हैतो यह फिर से बन जाएगा यह एक सहायक ऑग्ज़ीलियरी कांटेक्टसंपर्क है इसलिए यह ऑन हो जाता है अब इस तरह से एक रास्ता है ध्यान दें कि यह चलता है इसलिए तुरंत जब अप सॉलोनॉइड दबाया जाता है तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जब यह डाउन लिमिट स्विच पर जाएगा और डाउन लैंप ऑन हो जाएगा तो भले ही यह ओपन हो जाए लेकिन अप सॉलोनॉयड ऑन रहेगा और ऊपर जाता रहेगा अब मुद्दा यह है कि इसे कहीं रुकना चाहिए इसलिए जब यह ऊपर की स्थिति में पहुंच जाएगा उस समय तो अप लैंप ऑन हो जाएगा जब यह ऑन हो जाएगा तब यह ओपन हो जाएगा इसलिए तब अप सॉलॉएड शून्य हो जाएगा इसलिए अब अप सॉलॉइड शून्य हो जाएगा इसलिए यह क्लोज हो गया है और ऊपर का लैंप ऑन हो जाएगा इसलिए यह अब क्लोज हो गया है इसलिए तुरंत डाउन सोलेनाइड को सप्लाई प्राप्त होगी और जब डाउन सोलेनाइड को पावर सप्लाई प्राप्त होता है तब यह क्लोज हो जाता है और नीचे का दीपक वैसे भी उत्तेजित नहीं है इसलिए यह नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर फिर दीपक ओपन हो जाएगा लेकिन फिर भी इस तरह से एक रास्ता है और डाउन सोलेनाइड निरंतर सप्लाई प्राप्त करते रहेगा और हाइड्रोलिक ब्रेजर के दबाव के कारण प्रेस नीचे की ओर बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते हैं एक और कांटेक्ट का उपयोग हमारे पास हमने यह सुनिश्चित किया है कि बारी बारी से गति हो तो ये आरएलएल के दो उदाहरण हैं जिन्हें सरल कांटेक्ट के साथ बनाया जा सकता है हमारे द्वारा पाठ की समीक्षा करने के लिए स्कैन किए गए हमने तीन प्रमुख विषयों को देखा है एक है पीएलसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दूसरा हैहमने देखा सरल आरएलएल प्रोग्रामिंग तत्व के एन सी एन ओ कॉन्टैक्ट और इनपुट और सहायक कांटेक्ट और उसी तरह आउटपुट कॉइल और अंत में हमने दो बहुत ही सरल आर एल एल प्रोग्राम देखा जिसमें दर्शाया गया की कैसे इंटरलॉक और अल्टरनेट मोशन बनाएं जाते है कुछ पॉइंट हैं जो आप प्रश्न या अंक को इंगित कर सकते हैं उदाहरण के लिए पीएलसी में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच अंतर क्या है और आप एक सामान्य पीसी या माइक्रोप्रोसेसर में लिख सकते हैं जैसा कि हमने देखा है कि रास्ते में अंतर इनपुट आउटपुट किया जाता है सामान्य रूप से ओपन कांटेक्ट और इनपुट और सहायकऑग्ज़ीलियरी कॉन्टैक्ट के बीच बुनियादी अंतर क्या है और आप को यह देखना दिलचस्प होगा कि संभावित दोष क्या हो सकते हैं हमारे द्वारा दिए गए डाई प्रेस नियंत्रक एक बहुत ही है सरल नियंत्रक इसके साथ संभावित दोष क्या हो सकते हैं और अंत में यह अच्छा होगा यदि आप कोशिश कर सकते हैं और एक टैंक के नियंत्रण के लिए अपने स्वयं के आरएलएल प्रोग्रामको एक निशान मार्क से नीचे एक टैंक में पानी के स्तर को रखने की कोशिश करें तो कल्पना करें कि आपके घर घर में आपने कुछ डाल दिया है पीएलसी नियंत्रण जैसे कि आपको कभी भी पानी की कमी नहीं होती है और यह जल स्तर को महसूस करेगा इसलिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन आरएलएल को डिजाइन करने से पहले नियंत्रक के इनपुट और आउटपुट की पहचान करना पड़ता है आप किस सेंसर का उपयोग करने जा रहे हैं आपके पीएलसी के आउटपुट क्या होने वाले हैंतो आरएलएल प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हम अगली कक्षा में अगला पाठ देखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद